नमस्कार आज इंजीनियरिंग गणित I के व्याख्यान में आपका स्वागत है यह व्याख्यान संख्या 9 है और हम कई वेरिएबल्स के फ़ंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है यह अन्य सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के संबंध में कई वेरिएबल्स के फ़ंक्शन का एक सामान्य डेरिवेटिव है इसलिए जैसा कि यहां लिखा गया है यह एक सामान्य डेरिवेटिव है जब हमें अन्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल् को वेरिएबल्स के रूप में कांस्टेंट रखना होता है और एक विशेष वेरिएबल्स के संबंध में एक विशेष डेरिवेटिव को लेना होता है इसे उस वेरिएबल्स के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास एक फ़ंक्शन z बराबर है fx y के और x y R स्क्वायर में कुछ डोमेन से संबंधित है और z∈R वास्तविक रेखा है तो एक बिंदु x0 y0 पर x के संबंध में f का यह पार्शियल डेरिवेटिव जिसे हम fxx0 y0से भी डीनोट करते हैं इसे परिभाषित किया गया है जैसा कि हमने पहले कहा था कि यह सामान्य डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव की मूल परिभाषा है कि लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 है और फिर हम यहां x0 में इंक्रीमेंट करेंगे तो x0Δx यह x में इंक्रीमेंट है क्योंकि हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ x0Δx और फिर y0 हम y0 को नहीं बदल रहे हैं तो यह पॉइंट y0 पर है तो y0 जैसा है वैसा ही रहेगा और फंक्शन वैल्यू को x0y0 से माइनस और xसे विभाजित किया जाएगा और यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि यह इस पॉइंट x0y0 पर x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है और इसे fx x0y0या डेल्टा f ओवर x x0y0 द्वारा डिनोट किया जाता है हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ फ़ंक्शन में हमने इस y0 को कांस्टेंट रखा है और इस सामान्य डेरिवेटिव्स को लिया है तो अब यह यहाँ x का फ़ंक्शन है क्योंकि हमने फ़ंक्शन को y0 की तरह सब्सीट्यूट किया है और फिर यह एक वेरिएबल्स x का फ़ंक्शन बन जाता है और फिर हम x के संबंध में डेरिवेटिव ले सकते हैं और फिर बाद में हम सब्सीट्यूट कर सकते हैं कि x x0 के बराबर है तो जैसा कि वहां लिखा गया है यह x के संबंध में एक सामान्य डेरिवेटिव है जैसे यहाँ हमने इस फ़ंक्शन के सामान्य डेरिवेटिव ddx का उपयोग किया है जो कि x का एक फ़ंक्शन है क्योंकि हमने yy0 सब्सीट्यूट किया है इस y की कांस्टेंट वैल्यू इसी तरह f का डेरिवेटिव बिंदु x0y0 पर y के संबंध में है और अब क्योंकि हम y के संबंध में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उस मौलिक परिभाषा में अब हम y0 के आर्गुमेंट में इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ y0y और x0y0 पर f के फ़ंक्शन वैल्यू से घटाएं और यहां y से विभाजित करें और फिर यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और यह नोटेशन है कि fyx0 y0 𝝏 f𝝏 y एट x0 y0 और फिर हम इस x0 को फिक्स भी कर सकते हैं फिर हमारे पास यह फ़ंक्शन y वेरिएबल के फ़ंक्शन के रूप में है और फिर हम इस सामान्य डेरिवेटिव को बाद में y के संबंध में y बराबर y0 ले सकते हैं तो यह बिंदु x0 y0 पर y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव होगा अतःपार्शियल डेरिवेटिव की ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर आते हैं हम इस प्लेन को 3 डायमेंशनल मानते हैं तो हमारे पास xएक्सिस yएक्सिस और फिर z एक्सिस है और कुछ सरफेस है जहां फ़ंक्शन zfx y है तो इस फ़ंक्शन द्वारा सरफेस को zfx y के रूप में दर्शाया जाता है इसलिए यदि हम सरफेस को यहाँ yy0 प्लेन से काटते हैं तो अब यह सरफेस yy0 है यह yएक्सिस है तो यहाँ हमारे पास y एक्सिस पर बिंदु yy0है और यह प्लेन है तो यहाँ y के सभी वैल्यू y0 के रूप में कांस्टेंट हैं तो यहाँ हमारे पास यह प्लेन yy0 है यदि हम इस सरफेस को काटते हैं तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ इस प्लेन और सरफेस द्वारा इंटरसेक्शन का एक कर्व है उदाहरण के लिए यदि हम एक बिंदु पर x0 y0 कर्व ले रहे हैं तो हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं फिर यदि हम इस बिंदु x0 y0 के कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं और फिर हम यहां ध्यान दे कि x एक्सिस से एंगल और इस एंगल की टेंजेंट x एट x0 y0 के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो यह वही ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन की परिभाषा है जो एक वेरिएबल के फ़ंक्शन के लिए हमारे पास है फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इसमें y फिक्स किया है तो yy0 अगर हम इस प्लेन को इस सरफेस पर या इस प्लेन से काटते हैं तो हमें एक कर्व मिलेगा और फिर हम वन डायमेंशन में वापस आ जाएंगे और ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन समान है कि इस थीटा की टेंजेंट इस बिंदु x0 y0 पर x के संबंध में f के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर है समस्या पर आते हुए बिंदु x0 yपर 𝝏 f 𝝏 x की वैल्यू ज्ञात कीजिए यह पहले सिद्धांत से fxyye x फ़ंक्शन का एक सामान्य पॉइंट है इसलिए हम उस परिभाषा का उपयोग करेंगे जिसकी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी और इस ∂f∂x और ∂f∂yको एक सामान्य बिंदु x y पर गणना करने के लिए उपयोग करेंगे तो x y बिंदु पर ∂f∂x की परिभाषा क्या थी इसलिए हमने यहां एक सामान्य पॉइंट x y लिया है तो परिभाषा कहती है कि हमें x में इंक्रीमेंट करना है क्योंकि हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो xΔx और y माइनस x y के फ़ंक्शन वैल्यू fx y और इस इंक्रीमेंट Δx से विभाजित करें और फिर x→0ले तो फिर हमें यह फ़ंक्शन लेना होगा जो fx yye x है तो इस मामले में यह x yहै तो यह y हो जाएगा और x के बजाय हमारे पास xx होगा तो e और x के लिए हमारे पास xx पर फंक्शन वैल्यू x yमाइनस करें जो किye x फंक्शन ही है और x से विभाजित है तो अब अगर हम यहाँ ye x और ye x समान देखते हैं तो हम इसे ye x बाहर ले जा सकते हैं तो यहाँ क्या बचेगा e x और फिर 1 क्योंकि ye x हमने इन दो टर्म को सामान्य लिया है और फिर हमने वहां xसे विभाजित किया है अब यदि आप इस लिमिट की गणना करते हैं क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि xगोज़ टू 0 है यह e0 यह एक माइनस 00 फॉर्म है इसलिए हम रेफर टाइम नियम लागू कर सकते हैं जो कहता है कि यह लिमिट e x की तरह होगी इस e x का डेरिवेटिव और यहां डेरिवेटिव सिर्फ 1 होगा इसलिए जब xगोज़ टू 0 है तो यह लिमिट 1 जा रही है तो इस मामले में यहां डेरिवेटिव 1 और y e x बन जाएगा तो y e x अब y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के लिए तो हमारी परिभाषा अब बदल जाएगी तो x जैसा है वैसा ही रहेगा और वे y में इंक्रीमेंट करेंगे तो yy और fx y को y से विभाजित किया जाता है तो अब इसे फ़ंक्शन में सब्सीट्यूट करेंगे इसलिए हमारे पास yy और e x माइनस फंक्शन y ex है और इसे y से विभाजित किया गया है तो यहाँ फिर से y e पावर माइनस x सामान्य टर्म y e x है और यहाँ भी हमारे पास y e x है तो क्या बचा है तो e लिमिट y गोज़ टू 0 और e x तो यहाँ हमारे पास y e x है जो कैंसिल हो जाता है तो y e x और माइनस y e x कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास ye xy है तो y भी कैंसिल हो जाता है और हमें केवल e x मिलता है तो सामान्य लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह y e x है और यहाँ हमारे पास y e x समान टर्म है तो यह मूल रूप से कैंसिल हो जाता है और फिर हमारे पास y e x टर्म y से विभाजित होता है और यह yऔर yकैंसिल हो जाता है अत हमें e x प्राप्त होगा और यहाँ कोई y टर्म नहीं है तो यह सिर्फe x है तो हम भी क्या देख सकते हैं तो यह पार्शियल डेरिवेटिव्स की मूल परिभाषा या मौलिक परिभाषा का उपयोग कर रहे हैं हमें यहां x के संबंध में डेरिवेटिव माइनस y e x और y के संबंध में यह e x मिला हम सीधे भी गणना कर सकते हैं क्योंकि यह फ़ंक्शन fx y के रूप में दिया गया है जो y e xके बराबर है और बिंदु x y पर x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ y कांस्टेंट रखते हुए और सामान्य डेरिवेटिव लेंगे तो y जैसा है वैसा ही रहेगा और e x का डेरिवेटिव e x होगा तो हमारे पास x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है जिसे हम यहां ye x पहले ही देख चुके हैं वही हम y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं इसलिए यदि हम यहां y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो यह अब x है जिसे कांस्टेंट माना जाएगा तो e पावर माइनस x को कांस्टेंट माना जाएगा और फिर जब हम y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो यह 1 होगा तो हमारे पास e x है हम फिर से प्राप्त करते हैं हम अन्य वेरिएबल कांस्टेंट रखते हुए डेरिवेटिव की सामान्य परिभाषा या ज्ञात भंडार का उपयोग करके सीधे गणना कर सकते हैं तो अगला तो पार्शियल डेरिवेटिव्स और कंटिन्यूटी के बीच क्या संबंध है हम पिछले व्याख्यान लिमिट और कंटिन्यूटी में पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसलिए यदि किसी फ़ंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है जो एक दिलचस्प परिणाम है इसलिए यदि कोई फ़ंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं एक बिंदु पर x और y दोनों के बिना या उसके संबंध में बिना वहां कंटीन्यूअस रहे इसलिए हमें इस मामले में पार्शियल डेरिवेटिव के अस्तित्व के लिए कंटिन्यूटी की आवश्यकता नहीं है जब हम सामान्य डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं तो डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी आवश्यक है लेकिन अब तक हम डिफ़्फ़रेनशियेबिलिटी कहते हैं या सिंगल वेरिएबल के सिंगल फ़ंक्शन के मामले में डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हमें फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है लेकिन इस मामले में फ़ंक्शन में बिंदु पर x और y दोनों के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं बिना वहां कंटिन्यूस रहे दूसरी ओर एक कंटिन्यूस फ़ंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव ना हो ऐसा हो सकता है तो दूसरी तरफ हमारे पास कंटिन्यूस फ़ंक्शन हो सकता है लेकिन हो सकता है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव ना हो तो कुछ भी संभव है और अब हम इस उदाहरण में देखेंगे जो दर्शाता है कि यह फ़ंक्शन जिसे हम अभी जांचेंगे कंटिन्यूस है लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो यह एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पर मौजूद नहीं हैं तो आइए 0 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करें तो हमारे यहां यह फ़ंक्शन है fxyxysin 1xy xy≠0 0 और हम कंटिन्यूटी के लिए यह दिखाना चाहते हैं कि यदि हम इस फ़ंक्शन fx y की लिमिट x y गोज़ टू 0 0लेते हैं तो यह लिमिट 0 0 होती है यदि यह लिमिट 0 है क्योंकि फंक्शन वैल्यू हमने यहाँ 0 0 पर 0 देखा है इसलिए हम यह दिखाएंगे कि यहां यह लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर है तो फ़ंक्शन कंटिन्यूस है हम उदाहरण के लिए डेल्टा एप्सिलॉन परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं या हम सीधे भी कर सकते हैं जैसा हमने पिछले व्याख्यान में किया था तो आइए हम एप्सिलॉन डेल्टा की मानक परिभाषा को देखें तो यहाँ fx y माइनस 0 फंक्शन वैल्यू इस अंतर के बराबर है तो यहाँ वह फ़ंक्शन में ही है xysin 1xy और हम जानते हैं कि sin 1 से बाउंडेड है इसलिए हम x ﹤xy लिख सकते हैं तो यह 1 से बाउंडेड है तो यह एक बार फिर से एक बड़ी मात्रा होगी हम इस परिणाम को ट्रायंगुलर इनिक्वालिटी भी जान सकते हैं कि xy का एब्सॉल्यूट वैल्यू xy के बराबर या इससे कम होगा और अब हम इस xy को सब्सीट्यूट करने के लिए या नेबरहुड के संदर्भ में xy के इस एब्सॉल्यूट वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए यहां गणना करेंगे यदि आपको याद हो तो हमें इस इनइक्वालिटी को नेबरहुड के संदर्भ में सेट करने की आवश्यकता है ताकि हम और के साथ संबंध प्राप्त कर सकें तो यहाँ यदि हम x के इस एब्सॉल्यूट वैल्यू को माइनस y होल स्क्वेयर के एब्सॉल्यूट वैल्यू पर विचार करते हैं तो यह हमेशा पॉसिटिव होगा क्योंकि यह एक होल स्क्वेयर टर्म है और फिर हमारे यहाँ x2y2है और यह होगा माइनस 2 टाइम्स x की एब्सॉल्यूट वैल्यू माइनस y की एब्सॉल्यूट वैल्यू जिसे मैं दायीं ओर ला सकता हूं तो राइट हैंड साइड x का 2 x की एब्सॉल्यूट वैल्यू और y की एब्सॉल्यूट वैल्यू बन जाएगा अब यदि मैं इस x2y2 दोनों पक्षों को जोड़ दूं तो यहाँ यह 2x2y2 हो जाएगा और दाहिनी ओर यह x2y2होगा और यह प्लस 2 गुना x और y होगा यह राइट हैंड साइड है हम नीचे लिख सकते हैं x होल स्क्वेयर और लेफ्ट हैंड साइड एक 2x2y2 है और अब हम यहाँ स्क्वेयर रूट ले सकते हैं तो यह 2x2y2 बन जाएगा औरxy के बराबर या इससे कम होगा यह दूसरा रास्ता है तो यह बड़ा है या बराबर है इसके क्योंकि यहां यह इससे बड़ा था तो यह बड़ा है या बराबर है xyके तो अब हम इस टर्म को यहाँ xy2x2y2बदल सकते हैं तो चलिए ऐसा करते हैं A 2x2y2 और अब यहां हमारे पास इस 0 0 बिंदु का नेबरहुड है जिसे हम से बाउंड कर सकते हैं तो यहां यह टर्म हो सकता है कि हम नेबरहुड के लिए उस इनिक्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं और फिर हमारे पास 2δ है और अब उद्देश्य है इस fx y माइनस 0 से कम करना है तो यह से कम है यदि आप बनाते हैं तो हमें और के बीच संबंध मिल जाएगा तो यहां चुन सकते हैं 𝜖 2 क्योंकि 𝜖 दिया गया है और फिर हम इस संबंध से यह पा सकते हैं कुछ भी जो 𝜖 2 से छोटा है और फिर हमारे पास यह अंतर से कम है जब भी हम चुनते हैंx yइस नेबरहुड से नेबरहुड नेबरहुड 0 0 बिंदु तो यह दृष्टिकोण है साबित करने का तरीका है कि दी गई संख्या एक फ़ंक्शन की लिमिट है जो यहां xysin 1xy है तो हमने क्या देखा है कि यह 0 इस fx y फ़ंक्शन की लिमिट है तो उस मामले में हमने कंटिन्यूटी साबित कर दी है तो इसका तात्पर्य है कि fx y कंटिन्यूस है इसके बाद 0 0 बिंदुओं पर पार्शियल डेरिवेटिव्स की ओर बढ़ते हैं इसलिए हमारे पास यह फ़ंक्शन है और अब हम इस परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं x गोज़ टू 0 और x0x और f x इसलिए चूंकि x0 और y0 0 0हैं इसलिए हम 0 0 बिंदु पर डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम यह लिमिट ले रहे हैं यदि यह लिमिट मौजूद है तो हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है कहते हैं यदि यह मौजूद नहीं है तो हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है कहेंगे तो यहाँ इस मामले में हमारे पास अब परिभाषा के अनुसार है और x गोज़ टू 0 है तो यह f तो यहाँ y 0 है और फिर x को x से बदल दिया जाएगा तो हमारे पास x और sin 1x है और यह 1x टर्म यहाँ है तो x और x कैंसिल हो जाते हैं और फिर हम बस यह लिमिट प्राप्त करते हैं x गोज़ टू 0 sin 1x और x 0 तक पहुंच जाता है इसलिए इस मामले में हम नहीं जानते कि यह लिमिट क्या है क्योंकि यह sin निश्चित नहीं है जब x गोज़ टू 0 है हम इसका वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते तो मूल रूप से इस मामले में यह लिमिट मौजूद नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कौन सी संख्या है तो लिमिट इसका मतलब है कि x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव इस मामले में मौजूद नहीं है और जाहिर है इसी तरह की गणना हम इस लिमिट को प्राप्त करने के लिए y या पार्शियल डेरिवेटिव के संबंध में कर सकते हैं और हम पाएंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए भी मौजूद नहीं है दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हुए हम दिखाएंगे कि यह फ़ंक्शन fxyxyx22y2xy≠00 0 कंटिन्यूस नहीं है लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पर मौजूद है पिछली समस्या में हमने देखा है कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस था लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है इस मामले में हम दिखाएंगे कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है लेकिन इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं तो यह कंटिन्यूस क्यों नहीं है यदि हम पथ ymx तो हम क्या पाते हैं क्योंकि ymx और फिर यहाँ भी ymx है तो यहाँ x2 यहाँ x2 और यहाँ भी x2 आएगा और हमें क्या मिलेगा तो यहाँ हमारे पास x और फिर ymx है तो हमारे पास x22x2m2 है और फिर लिमिट x गोज़ टू 0 हो जाती है तो यहाँ x2 यहाँ x2 यहाँ x x2 अतः हम यह लिमिट m12m2 के रूप में प्राप्त करेंगे m12m2और इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है क्योंकि यह m पर निर्भर करती है m के विभिन्न वैल्यू के लिए हमें इस लिमिट का भिन्न वैल्यू प्राप्त हो रहा है इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है और फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है अब हम दिखाएंगे कि हालांकि फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है लेकिन हम x के संबंध में और y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव की फिर से हमारे पास यह मौलिक परिभाषा है जो 0 0 पॉइंट पर x0और f0 0 x से अधिक हो जाती है अब x0 तो एक आर्गुमेंट 0 है y भी 0 है तो इस प्रोडक्ट के कारण यह 0 हो जाएगा तो यहाँ यह 0 है और फिर f0 0 यह भी 0 है तो 0 माइनस 0x है और यह भी 0 है जो xहै हमारे यहाँ इस लिमिट का वैल्यू 0 है अर्थात् x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव 0 है अब y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है तो हमारे पास इस केस में y0Δyऔर x0y y है परिभाषा के अनुसार हमारे पास है क्योंकि यह x0y0 है आप 0 डालेंगे हम 0 0 बिंदु पर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो f0Δy f00Δy फिर से वही तर्क क्योंकि यहाँ x 0 है और न्यूमैरेटर में प्रोडक्ट x y टर्म है तो यहाँ यह भी 0 हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा और यह 0 है तो 0 0Δy और यह 0 है और हमें फिर से यह लिमिट 0 के रूप में मिली है इसलिए x के संबंध में और y के संबंध में दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं दोनों मामलों में पार्शियल डेरिवेटिव्स का वैल्यू 0 है और फ़ंक्शन इस मामले में कंटिन्यूस नहीं हैं एक और समस्या तो यहाँ हमारे पास है fxy2x33y3x2y2xy≠00 0 इसलिए हम 0 0 बिंदु पर fx और fy की गणना करना चाहते हैं तो परिभाषा के अनुसार हमारे पास fx0 0 बराबर fΔx0 f00Δx है और Δx गोज़ टू 0 है यह x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए अब हम fx0 को सब्सीट्यूट करेंगे तो y को यहाँ 0 पर सेट किया जाएगा वहाँ भी 0 है और हम इसे 2 बार प्राप्त करेंगे तो यह जब y 0 होगा तो यह फ़ंक्शन 2x हो जाएगा तो हम इसे 2Δx प्राप्त करेंगे और यहां फिर से Δx से विभाजित करेंगे और फिर लिमिट x गोज़ टू 0 हो जाती है इसलिए x कैंसिल हो जाता है और हमें यह वैल्यू 0 के रूप में मिलेगा तो हम यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त करेंगे अब दूसरा जब हम fy 0 0 की गणना करते हैं तो हमारे पास फिर से ऐसी ही स्थिति है 0 y तो इस बार y रहेगा तो हमारे पास यहां 3 गुना और y माइनस होगा यह f0 0 0 है और y और y→0 से अधिक है तो यहाँ यह कैंसिल हो जाता है और आपको यह वैल्यू 3 के रूप में मिलेगा तो यह यहाँ 3 है इसलिए हमारे पास x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है जहां y के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव 3 है फ़ंक्शन कंटिन्यूस है और पार्शियल डेरिवेटिव भी मौजूद हैं क्योंकि इस मामले में हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं और हम इसे पिछले व्याख्यान में पहले ही कर चुके हैं इसलिए उदाहरण के लिए कंटिन्यूटी देखने के लिए हम xrcos और yrsin लिख सकते हैं और फिर यह बस यहीं हो जाएगा r2 आ जाएगा और फिर 2 r3 और 3r3 और और लिमिट r→0 तो इस स्थिति में 1 r न्यूमैरेटर में रहेगा और यहाँ शेष टर्म बाउंडेड है तो यह 0 पर जाएगा इसलिए फ़ंक्शन कंटिन्यूस है और पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं तो कुछ भी संभव है हमने उदाहरण देखा है जब फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं था पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद था या फ़ंक्शन कंटिन्यूस था पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद नहीं था इस मामले में फ़ंक्शन भी कंटिन्यूस है और पार्शियल डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं तो यह उदाहरण फिर से x के संबंध में और y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स की गणना करने के लिए और साथ ही आप इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे तो यहाँ fx जब x y≠0 0 है तो जब x y≠0 0 हमारे पास यह अच्छा फ़ंक्शन है समस्या 0 पर है जहां हमें अलग से 0 के रूप में परिभाषित करना है इसलिए जब x y≠0 0 हमारे पास यह फ़ंक्शन है और हम इस y को कांस्टेंट मानते हुए पार्शियल डेरिवेटिव x यहां ले सकते हैं तो x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यह गणना करते हुए हम सामान्य गणनाओं का पालन कर सकते हैं तो यहाँ x2y2और स्क्वेयर रूट तो यह इसका होल स्क्वेयर होगा और फिर न्यूमैरेटर में जब हम इस y को कांस्टेंट मानते हुए डेरिवेटिव लेते हैं तो यहां हम xy के x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे और फिर यह y बनेगा और फिर xy को घटाकर और पार्शियल डेरिवेटिव यहां जो 12 होगा और फिर यहां यह x2y2 है और हम हैं x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यह 2 x आएगा और यह 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम यहां इस y टर्म को x2y2 में गुणा कर सकते हैं और फिर हमारे पास माइनस होगा तो यहाँ फिर से यह टर्म वहाँ जाएगा क्योंकि यह भागफल नियम है तो x2y2 तो यह yx2y2 हो जाएगा और माइनस x2y और फिर इस x2y2 टर्म से विभाजित हो जाएगा और यह आ जाएगा तो यह 3 2 हो जाएगा 1 और यह आधा इसे 32 बना देगा तो यह यहाँ x2y कैंसिल हो जाएगा हमें y3 मिलेगा यह टर्म यहाँ y3x2y232 है और इसी तरह हम y के संबंध में इस fy की गणना कर सकते हैं तो हम y के बजाय बस प्राप्त करेंगे फ़ंक्शन की सिमेट्री के कारण x द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो हमें मिल गया fxxyy3x2y232xy≠00 0 और यहाँ यह पार्शियल डेरिवेटिव x के संबंध में है हमें इसकी गणना फंडामेंटल परिभाषाओं की परिभाषा के साथ भी करनी होगी तो हमें यहां 0 0 पर fx का उपयोग करना होगा तो नॉन ज़ीरो बिंदु पर हम सीधे यहां से गणना कर सकते हैं और 0 0 पर हमें फंडामेंटल परिभाषाओं का उपयोग करना होगा तो x गोज़ टू 0 है और हमारे पास fΔx0 f00Δxहै तो f0 0 0 है और यहाँ यदि कोई एक तर्क 0 है तो यह फ़ंक्शन 0 हो जाएगा और इसलिए हमारे पास 0 0x है तो यह 0 हो जाएगा इसलिए हमने यहां 0 का उपयोग किया है लेकिन हमें 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए इस फंडामेंटल परिभाषाओं का उपयोग करना होगा तो यहां भी हमें 0 मिलता है और अब आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यूटी पर चर्चा करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी पर चर्चा करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इसकी लिमिट क्या है क्या इस फ़ंक्शन की लिमिट 0 है या यहाँ वही बात है कि इस की लिमिट 0 है तब फ़ंक्शन कंटिन्यूस है अन्यथा यह कंटिन्यूस नहीं है इसलिए हमें यहां उन लिमिट की जांच करनी होगी इस स्थिति में जब हमxrcos yrsin सब्सीट्यूट करते हैं तो हम यहाँ r3 और यहाँ भी r3 प्राप्त करेंगे तो r3कैंसिल हो जाएगा और हम प्राप्त करेंगे तो यह लिमिट इस पर निर्भर करती है इसलिए यह कंटिन्यूस नहीं है तो यह fx y कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यह लिमिट मौजूद नहीं है क्योंकि लिमिट पर निर्भर करती है कंटिन्यूटी के लिए लिमिट मौजूद होनी चाहिए और यह 0 0 के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तो इस मामले में लिमिट मौजूद नहीं है इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हैं क्या हम इसी तरह की गणना fy के लिए कर सकते हैं तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स fxऔर fy वे कंटिन्यूस नहीं हैं हमारे पास पर्याप्त पर एक परिणाम है जो एक रीजन r में कंटिन्यूटी के लिए पर्याप्त शर्त है तो यह क्या कहता है यदि एक पार्शियल यदि फ़ंक्शन fx y में पार्शियल डेरिवेटिव fx और fyएक रीजन R में हर जगह है तो यहां पार्शियल डेरिवेटिव का अस्तित्व और इसके अलावा ये पार्शियल डेरिवेटिव कुछ संख्या M से बाउंडेड हैं तो उस रीजन में fxx yबाउंडेड है और fx भी fy बाउंडेड है जहां यह M x और y से स्वतंत्र है तो fx y हर जगह कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए फिर से यही एक पर्याप्त शर्त है इसलिए यदि पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और वे बाउंडेड हैं तो फ़ंक्शन कंटिन्यूस होगा और हमारे पास x0y0 पर इस कंटिन्यूटी पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त शर्त भी हो सकती है तो यहां अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स में से एक मौजूद है और नेबरहुड में बाउंडेड हुआ है तो यहां हमें नेबरहुड के बारे में बात करनी है इसलिए यदि पार्शियल डेरिवेटिव्स में से एक मौजूद है और इस नेबरहुड में बाउंडेड हुआ है और दूसरा इस x0 y0 बिंदु पर मौजूद है फिर हम यह भी कह सकते हैं कि फ़ंक्शन x0 y0 बिंदु पर कंटिन्यूस है तो आज हमने जो सीखा है जिसका उपयोग निम्नलिखित व्याख्यानों में किया जाएगा वह है पार्शियल डेरिवेटिव तो यह x के संबंध में इस परिभाषा का उपयोग हम कई अन्य व्याख्यानों में करने जा रहे हैं तो यहाँ x के संबंध में इंक्रीमेंट और फिर इस भागफल को हमें लिमिट लेनी होगी यदि यह लिमिट मौजूद है तो हम इसे x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे और y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी यही बात कहेंगे ये इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए संदर्भ हैं